तो अब अगला है टाइप 3 संशोधन इस स्थिति में एक पुरानी बस j को रेफ़रेंस बस से जोड़ा जाता है यह i और j पुरानी बसें है मैंने बताया था ठीक तो आपके रेफ़रेंस बस r को प्रति बाधा Zb के द्वारा जोड़ा जाता है तो यदि हम आपके चित्र 7 पर वापस जाते है मेरा मतलब यह आपका चित्र 7 पर तो यह दिखाया गया था कि एक नई बस एक पुरानी बस से जुड़ी हुई है लेकिन अगर आप इस नोड को लाते है और इसे इस बिंदु से जोड़ते है तो इस स्थिति में केवल Zb प्रति बाधा वहाँ होगी और इस स्थिति में Ik0 होगा ठीक तो इसका मतलब है पुरानी बस रेफ़रेंस बस से जुड़ी हुई है इसीलिए मैं आपको चित्र 7 को दिखा रहा हूँ ठीक यदि बस k रेफ़रेंस बस r से जुड़ा है तो Vk0 ठीक तो इस स्थिति में यदि आप इसे लाते है तो Vk0 धारा नही ठीक तो इस स्थिति में आपका वही सामान समीकरण 20 हम सब कुछ फिर से लिखते है केवल Ik0 रखे क्योंकि इस स्थिति में आप इस नोड को यहाँ लाते है तो नोड जो कि पुरानी बस है रेफ़रेंस बस से जुड़ी हुई है इसका मतलब Z बस मैट्रिक्स के आयाम बढ़ने का कोई सवाल ही नही है तो इस स्थिति में आपका यह वास्तव में Vk0 है और बाकी सभी समीकरण सामान है तो आपको इस समीकरण से क्या करना है आपको सबसे पहले Ik की अभिव्यक्ति ज्ञात करनी है तो इस स्थिति में यह अंतिम रो है यह अंतिम रो इस प्रकार लिखा जा सकता है Vk0Zj1I1Zj2I2ZjjIjZjnInZjjZbIk ठीक तो सभी कुछ सामान है केवल Vk0 है यहाँ से आप Ik 1ZjjZbZj1I1Zj2I2ZjjIjZjnIn प्राप्त करोगें

तो वोल्टेज की अभिव्यक्ति ith बस के लिए ViZi1I1Zi2I2ZinInZijIk इस प्रकार लिखा जा सकता है ठीक इस अभिव्यक्ति में आप यहाँ Ik को इस अभिव्यक्ति में प्रति स्थापित करें यदि आप प्रति स्थापित करते है तो समीकरण 24 और 23 से आप ViZi1 ZijZj1ZjjZbI1Zi2 ZijZj2ZjjZbI2Zin ZijZjnZjjZbIn प्राप्त करोगें यह समीकरण 25 है ठीक अब इस पूरी चीज का उपयोग कर मतलब यह Zi1Zi2 जो कि मूल रूप से पुराने बस ZBUS के एलेमेंट्स है और ये परिवर्तन है इसलिए यदि आप उन्हें अपने अंतर्ज्ञान से रखते है यदि आप उन्हें गणित मैट्रिक्स के रूप में बनाने की कोशिश करते है तो ZBUSNEWZBUSOLD 1ZjjZbZ1j Z2j Zij Znj Zj1 Zj2 Zjn इस प्रकार लिखे जाएँगे और यह Zi1 Zi2 पुराने ZBUS मैट्रिक्स के एलेमेंट्स है और इस पद को इस रूप में लिखा गया है कि संगणात्मक रूप से आप इस तरह से गणना कर सकते है और Z1jZj1 यह सामान सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यह समीकरण 26 है यह वास्तव में टाइप 3 संशोधन है तो थोड़ी बहुत अभ्यास करें ठीक और टाइप 4 संशोधन के स्थिति में मैं यहाँ आपको केवल अंतिम अभिव्यक्ति दूँगा और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस भाग को प्राप्त करें तो टाइप 4 संशोधन इस स्थिति में आपकी 2 पुरानी बसें जुड़ी हुई है और इन बसों के बीच प्रति बाधा Zb है i बस और j बस ये 2 पुरानी बसें है और यह प्रति बाधा Zb है ठीक तो यहाँ धारा की दिशा Ik ली जाती है तो यहाँ यह IiIk होगा और यहाँ यह Ij Ik होगा और यह निष्क्रिय रैखिक n बस पावर सिस्टम नेटवर्क है तो 2 पुरानी बसें बस प्रति बाधा Zb के माध्यम से जुड़ी हुई है इसका मतलब है इस स्थिति में भी Z मैट्रिक्स का क्रम सामान रहेगा केवल इसे संशोधित किया जाएगा तो यदि आप इस आरेख को देखते हुए Vi का समीकरण लिखते है तो ViZ1iI1Zi2I2ZiiIiIkZijIj IkZinIn और VjZbIkVi ठीक तो इस स्थिति में आप क्या करते है आप इस चीज में KVL का उपयोग करते है आप इस आरेख को इस प्रकार खीचें मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर के लिए रुकिए ठीक तो यह आपका ViVj है और यह जुड़ा हुआ है तो यह आपका बस i और यह बस j है और यह आपका रेफ़रेंस बस वोल्टेज Vi है और यह आपका बस j है यह आपका रेफ़रेंस बस वोल्टेज Vj है ठीक और यह वास्तव में आपके प्रति बाधा Zb द्वारा जुड़ा हुआ है और आपके धारा की दिशा को Ik के रूप में लिया जाता है तो यह सरलीकरण है कि आप इसे कैसे बना सकते है तो यदि आप यहाँ जोड़ते है मेरा मतलब है कि यदि आप इसे खीचतें है और Zb रखते है और फिर आप KVL का उपयोग करते है तो आपका Vj ZbIkVi बन जाएगा तो यह समीकरण मतलब समीकरण 28 जो कि आपका Vj ZbIk के बराबर होगा वास्तव में यह साधारण चीज है यदि आप इस रेखा को इस तरह से लेते है और यदि आप इस तरह लिखते है यह आपका i है यह वोल्टेज वास्तव में Vi है यह आपका रेफ़रेंस है और यह आपका j है यह वोल्टेज Vj है और फिर आपके पास i j है आपके पास प्रति बाधा Zb है और यह आपकी धारा की दिशा इस तरह से Ik है तो यह वास्तव में ZbIkVi Vj0 होगा इसका मतलब है आपका VjZbIkVi है तो हालांकि यह VjZj1I1Zj2I2ZjiIiIkZjjIj IkZjnIn है क्योंकि हमने Vi बराबर इन सब चीजों को और Vj आपकी इस अभिव्यक्ति के बराबर लिखा है Z1iI1Zi2I2ZiiIiIkZijIj IkZinInZbIkZj1I1Zj2I2ZjiIiIkZjjIj Ik ZjnIn तो इसका मतलब यह अभिव्यक्ति यह वाला प्लस यह अभिव्यक्ति के बराबर है तो यह Vi वहाँ है Vj वहाँ है और यह अभिव्यक्ति वहाँ है तो समीकरण 28 27 और 29 से तो यह वाला वास्तविकता में 0Zi1 Zj1I1Zi2 Zj2I2Zii ZijIiZij ZjjIjZin ZjnIn ZbZiiZjj Zij ZjiIk है सभी को एक तरफ लाए फिर आप इस समीकरण को सरल करें तो यह इस प्रकार का आएगा यहाँ से आप Ik की अभिव्यक्ति प्राप्त करते है यह बड़ी अभिव्यक्ति है लेकिन आप Ik की अभिव्यक्ति I1I2IiIj इन पदों में प्राप्त करेंगें फिर आप Vi की अभिव्यक्ति में Ik को प्रति स्थापित करते है और उसके बाद आपको वह अभिव्यक्ति मिलेगी जिसे आप ZBUSNEW की अभिव्यक्ति कहते है तो ZijZji और Ik का गुणांक ZbZiiZjj 2Zij है क्योंकि इस अभिव्यक्ति में ZijZji है तो यह इस अभिव्यक्ति में माइनस 2Zij होगा यह समीकरण 30 है और Ik का गुणांक यह है इसका मतलब यदि Vk 0 है तो हम V1 V2Vn सामान चीज को लिख सकते है और यह 0 जो भी Ik आएगा उसके बराबर होगा आपको इसे प्राप्त करना है तो इस तरह यह सभी चीजें 0 के बराबर लिखा गया है तो यह वास्तव में यहाँ लिखा गया है उसके बाद आप इस समीकरण से केवल Ik को I1I2 के पदों में आप प्राप्त करते है उसके बाद जो भी आता है उसे इस वाले से विभाजित किया जाता है ठीक है और फिर यदि आप ऐसा करते है तो तो आप कुछ अभिव्यक्ति प्राप्त करेंगे और यहाँ इस वाले भाग से आप डेराइव करेंगे ठीक क्योंकि यह ZBUSNEWZBUSOLD 1ZbZiiZjj 2ZijZ1i Z1j Z2i Z2j Zni Znj Zi 1 Zj 1Zi 2 Zj 2Zi n Zj n है तो यह वास्तव में टाइप 4 संशोधन है तो 4 प्रकार के संशोधन है तो पहला यह है कि हमें कुछ पुरानी बसों नई बसों और रेफ़रेंस बस को कहना होगा और वहाँ से हमें ZBUS मैट्रिक्स का निर्माण शुरू करना होगा तो यह वास्तव में हमने कुछ पुरानी बस नई बस और रेफ़रेंस बस मान लिया है अगर कुछ समस्या दिया जाता है तो आपको शून्य से शुरू करना है रेफ़रेंस बस दिया जाता है और किसी भी बस को आप शून्य से शुरू करते है मतलब है वह बस नई बस होगी एक बार पहले से ही एक बस माना जाता है मतलब वह बस बार एक पुरानी बस होगा तो यह टाइप 4 टाइप 3 की अभिव्यक्ति विशाल गणित की तरह दिखते है लेकिन आपको इसे करना है आप व्यवस्थित तरीके से जानते है हम इस पर एक साधारण उदाहरण लेंगे उदाहरण के लिए इस चित्र 10 में 3 बस पॉवर नेटवर्क को दिखाया गया है जहाँ रेफ़रेंस बस वहाँ है बस 1 और 2 दिया गया है यह j020 है और अन्य सभी चीजें जिसे मैं बार बार नही लिख रहा हूँ लेकिन अंततः वहाँ j है यहाँ बस 3 भी है यह बस 3 है यह 02 02 05 05 है ठीक तो अब हमे संशोधन 1 से शुरू करना है क्योंकि यहाँ ZBUSOLD नही है तो अब हमे ब्रांच Z1r को जोड़ना है जो कि 05 प्रति यूनिट है मतलब नई बस से रेफ़रेंस बस क्योंकि वहाँ कुछ भी नही है तो इसलिए आप जो भी पहले बस को ले रहे है वह नई बस है ठीक है तो 1 2 रेफ़रेंस बस एक एकल एलेमेंट्स है तो यह टाइप 1 संशोधन है मतलब आपकी शुरूआती और यह बस 1 को पहले ही मान लिया गया है ठीक तो अगले संशोधन में यह बस 1 आपका पुरानी बस बन जाएगा क्योंकि आप इसे मान चुके है तो इसलिए केवल 1 एलेमेंट्स ठीक तो अब ZBUS050 कहेंगे क्योंकि बस 1 प्लस यह रेफ़रेंस बस यह 05 है ठीक अब अगली प्रक्रिया टाइप 2 संशोधन ब्रांच Z21 को जोड़े मतलब यह है कि नई बस से पुरानी बस 1 के साथ क्योंकि पहले से ही हमने इस बस को माना है इसलिए यह बस पुरानी बस बन जाएगा और अब यह बस नई बस है तो अब ZBUS050 050 050 070 हो जाएगा थोड़ी देर के लिए रुकिए मैं उस अभिव्यक्ति को यहाँ दिखाता हूँ क्योंकि अगर मैं अपने मुख से बोलता हूँ तो आप शायद नही समझ पाएँगे यह वास्तव में टाइप 2 संशोधन है थोड़ी देर रुकिए वह अभिव्यक्ति कही मिल गई है तो वास्तव में यह चीज आपकी टाइप 2 संशोधन है तो यहाँ आप इस पुरानी बस को एक नई बस के साथ जोड़ रहे है तो यह वास्तव में एक 2 2 मैट्रिक्स होगा तो Z जब j1 और आपका k2 ठीक तो इस स्थिति में जब Z j1 है तो यह Z11होगा और यह भी वास्तव में यहाँ है तो यह भी Z11 होगा तो Z11 पहले यह वास्तव में 05 है ठीक तो आपका ZBUS जो पहले हमने 05 पाया है यह वास्तव में Z11 है तो यह भी Z11 होगा क्योंकि यह केवल 3 बस समस्या है तो j1 और पुरानी बस यह भी j1 है और फिर यह ZjjZb है तो Z11 क्योंकि j1 और k2 और यह ब्रांच प्रति बाधा है जिसे हम 2 से 1 जोड़ रहे है जो कि 02है इसका मतलब यह 050207 होगा तो यह टाइप 2 संशोधन है तो यह वास्तव में ZBUS है जब हम पुराने बस में नई बस जोड़ रहे है अगला आपका प्रक्रिया 3 है इस स्थिति में ब्रांच Z13को जोड़े अपनी नई बस 3 से पुरानी बस 1 में जोड़े यह भी टाइप 2 संशोधन है इसका मतलब है कि आप बस 3 को एक नई बस 1 या इस नई बस 3 से पुरानी बस 1 में जोड़ते है इस स्थिति में क्या होगा यह नई बस k3 और j1 इस तरह से आप इसे करेंगे और ZbZ3102 और ZjjZ11050 तो ZbZ110205070 ठीक इसी सामान अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए जब j1 इसका मतलब है Z12 जब j1 Z2105 तो ZBUS05 05 05 05 07 05 05 05 07 है यह टाइप 3 संशोधन है फिर भी कुछ बचा हुआ है जो कि प्रक्रिया 4 है यह प्रक्रिया 3 है अब प्रक्रिया 4 प्रक्रिया 4 है कि पुरानी बस 2 से रेफ़रेंस r मतलब Z2r को जोड़े यह पुरानी बस 2 और यह रेफ़रेंस बस r है तो Z2r05 तो इस स्थिति में यह टाइप 3 संशोधन है ठीक तो इस स्थिति में पुरानी बस j2 क्योंकि पहले से ही बस को माना गया है तो वह बस कभी भी नई बस नही होगा यह पुरानी बस बार है तो j2 और n3 और Z bZ 2r05 तो ZBUSNEWZBUSOLD 1Z22ZbZ12 Z22 Z32 Z21 Z22 Z23 ठीक ये सभी चीजें ज्ञात है तो इस स्थिति में अगर आप नई Z बस की गणना करते है तो फिर यह ZBUSNEW05 05 05 05 07 05 05 05 07 1070505 07 05 05 07 05 02916 02084 02916 02084 02916 02084 02916 02084 04916 होगा लेकिन अभी भी यह पूरा नहीं हुआ है एक और ब्रांच वहाँ है तो अब प्रक्रिया 5 इस स्थिति में ब्रांच 2 से 3 क्योंकि यह प्रक्रिया 5 नही जोड़ा गया है तो ब्रांच 2 से 3 जोड़े जो कि Z23 है आप 2 से 3 को जोड़ते है तो इस स्थिति में आपकी पुरानी बस 2 से पुरानी बस 3 क्योंकि यह बस 2 और 3 पहले से ही आपने ले लिया है तो यह वास्तव में बस 2 और बस 3 आपकी पुरानी बस है तो इस स्थिति में यह टाइप 4 संशोधन है तोn3 i2 j3 और ZbZ23020 इसलिए समीकरण 32 अगर हम इस तरह लिखते है तो यह ZBUSNEWZBUSOLD 1Z22ZbZ33 2Z23 है तो समीकरण 32 से आप इस समीकरण को लिख सकते है और ZBUSOLD से मतलब है कि पहले जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है वह हमेशा ZBUSOLD होगा यह पुनरावृति प्रक्रिया की तरह कुछ है इसलिए एक बार जब आप इस सभी मानों को प्रति स्थापित करते है और यह सभी Z एलेमेंट्स पहले से गणना किए गए है उस से आएँगे और यदि आप सभी को प्रति स्थापित करते है तो Z बस यह बन जाएगी माइनस जो भी पैरामीटर आ रहे है यदि आप सरल करते है तो Z बस अंत में मैं यहाँ एक j लिख रहा हूँ जो मैंने बार बार नहीं लिखा है ZBUSNEW02916 020840 02916 02084 02916 02084 02916 02084 04916 1020291604916 2×02084 00832 00832 02832 00832 00832 02832 ZBUSNEWj02793 02206 02500 02206 02793 02500 02500 02500 03500 तो यह आपका 33 मैट्रिक्स है वास्तव में यह आपका उत्तर है तो संगणक और कोडिंग की जरुरत है लेकिन इस 3 बस समस्या को सरलीकरण किया जा सकता है हालाँकि यह समय लेगा लेकिन इस प्रकार कि समस्या में हमे संगणक और कोडिंग की आवश्यकता है क्योंकि इसमे बहुत सारे आकलन होते है तो अब यदि मान ले हम 2 बस देते है बस 1 और 2 और केवल एक रेफ़रेंस बस मान लेते है और मान ले ये चीजें वहाँ नही है 1 3 और 2 3 नहीं है आपके लिए केवल 1 2 है रेफ़रेंस बस 1 है और 2 बस है और तो अब एक अभ्यास के रूप में आप यह गणना कर सकते है कि Z बस मैट्रिक्स क्या होगा क्योंकि जहाँ तक यह सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए है कि यह कैसे करना है बहुत सारे पृष्ठ कभी कभी मिश्रित हो जाते है तो यह आपका Z बस सूत्रण एल्गोरिदम है तो अब आपके लिए एक और छोटा सा उदाहरण हम लेंगे ठीक तो इस चित्र में बस 3 में एक सॉलिड 3 फेज फॉल्ट के लिए एक सैंपल पावर सिस्टम नेटवर्क दिखाया गया है तो आपको फॉल्ट धारा और फिर V1f और V2f और फॉल्ट धारा लाइन्स 1 2 1 3 और 2 3 में और Ig1f और Ig2f का निर्धारण करना है तो यह आरेख है और ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस 01 जेनरेटर 04 04 दिया गया है लेकिन अगर आप 1 2 3 को देखते है तो यह वास्तव में 02 02 02 है समान डेटा लिया गया है और आपको फॉल्ट धाराओं और दूसरी चीज का पता लगाना है जैसे कि Ig1f Ig2f और V1f औरV2f ठीक तो समीकरण 8 का उपयोग करते हुए यह IfVr0ZrrZf आप लिख सकते हैफॉल्ट बस 3 पर हुई है इसका मतलब है r 3 के बराबर है जो फॉल्टेड बस है तो इस स्थिति में यह 1 2 3 ठीक है तो इस प्रणाली के लिए थेवनिन निष्क्रिय नेटवर्क को चित्र 10 में दिखाया गया है मतलब यह चित्र 10 है क्योंकि यहाँ यह जेनरेटर 04 है और यह 01 है तो 05 यहाँ है आप 01 और 04 जानते है यह 05 है और जब फॉल्ट होती है तो यह सभी जेनरेटर ग्राउंड होते है जो कि रेफ़रेंस है क्योंकि यहाँ फॉल्ट हुई है तो मूल रूप से यह 2 है यदि आप इस दो 05 को जोड़ते है और अंततः यह वास्तव में यह नेटवर्क समतुल्य के बराबर है और यह ZBUS है Z मैट्रिक्स का उपयोग किया जाएगा तो यह वाला Z मान का उपयोग केवल इससे किया जाएगा जो कुछ भी हमें यह Z मिला है क्योंकि इसी यह Z उपयोग किया जाएगा तो सवाल यह है कि इस तरह की समस्या के लिए यह दिया जाता है मेरा मतलब है कि यदि आप आम तौर पर हल करते है तो हम उस Z बस मैट्रिक्स की आपूर्ति करते है अन्यथा आप जानते है कोई भी इसे हल नहीं कर सकता है यह नहीं हो सकता है Z बस मैट्रिक्स को प्राप्त करने में अधिक समय लगेगा इसलिए आमतौर पर Z दिया जाएगा तो अब IfVr0ZrrZfV30Z33010j035 j285 pu यह Z मैट्रिक्स हम पहले वाले उदाहरण से उपयोग कर रहे है तो समीकरण 11 का उपयोग करके जो कि VifVi0 ZirZrrZfVr0 है तो जब i1 तो आप गणना कर सकते है V1fV10 Z13Z330V301 j025j03502857 pu और चूँकि फॉल्ट बस 3 पर हुई है तो V3f0 अब समीकरण 13 का उपयोग करके IfijyijVif Vjf यह सामान्य चीज है ठीक अब i1j2 If12y12V1f V2fy1202857 0285700 सभी को प्रति स्थापित करे तो इस स्थिति में आप सभी मान को प्रति स्थापित करते है सभी का मान आपको ज्ञात है तो आप If1200 प्राप्त कर सकते है सभी गणनाएँ दी गयी है If13 j14285 pu इसी प्रकार If23 j14285 pu सभी को आप रखते है और अंत में समीकरण 14 का उपयोग करके यह अंतिम है तो IfgiVgi VifjxgijxTi ध्यान दें कि ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस भी उपरोक्त समीकरण में शामिल है तो Vgi10 pu पूर्व फ़ॉल्ट बिना लोड वोल्टेज V1f02857 pu xg1040 pu xT1010 तो Ifg11 02857j0401 j14286 इसी तरह Ifg2 j14286 तो 3 फेज फॉल्ट मेरा मतलब है कि हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ और विशेष रूप से ZBUSबिल्डिंग एल्गोरिदम लिया है तो इस प्रकार हमने चरणबद्ध तरीके से Z बस बनाएँ और कुछ उदाहरण भी हमने आपके लिए लिया और आपको दिखाया गया है कि कैसे फॉल्ट वोल्टेज और लाइन फॉल्ट धारा की गणना करें और हमने यह भी दिखाया है कि ZBUS बिल्डिंग एल्गोरिदम के लिए कैसे जाना है तो उस स्थिति में आपको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है लेकिन बहुत सारी गणना शामिल है लेकिन जब भी समस्याओं और अन्य चीजों को दिया जाता है तो आमतौर पर ZBUS दिया जाएगा अन्यथा कक्षा में आपके संगणक के बिना ZBUS की गणना करना संभव नहीं है लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि Z बस कोडिंग वास्तव में मुश्किल नहीं है यह काफी आसान है लेकिन आप सभी को मेरा सुझाव है जब आप विशेष रूप से ZBUS एल्गोरिदम का अभ्यास करेंगे तो बस धैर्य रखें और रेफ़रेंस बस के साथ एक साधारण 3 बस समस्या के लिए गणना करें हमने देखा है कि यह कितना मुश्किल है यहाँ तक कि बहुत सारे कागज़ात मिश्रित हो रहे है ठीक है तो यह सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद